सीवीपी ले लिया है आइए हम इसे एक साथ हल करने का प्रयास करें इसलिए हमें JSW इस्पात के लाभ या हानि खाते दिए गए हैं वे मुख्य रूप से दो उत्पाद लाइनों पर काम कर रहे हैं तो ये P और L की शुद्ध बिक्री अन्य आय कच्चा माल बिजली ईंधन कर्मचारी लागत अन्य विनिर्माण खर्च बिक्री व्यवस्थापक ब्याज के वास्तविक आंकड़े हैं फिर इनमें से प्रत्येक लागत के बारे में एक ब्रेक अप दिया गया है क्योंकि दो उत्पाद लाइनें ए और बी हैं लागत संरचना का अनुमान लगाया गया है कि प्रत्यक्ष लागतों का प्रतिशत क्या है तो कच्चा माल 100 प्रतिशत है बिजली 80 प्रतिशत कर्मचारियों को 70 प्रतिशत इत्यादि चूंकि बिक्री और व्यवस्थापक की लागत को एक साथ दिया जाता है इसलिएब्रेकअप में बिक्रीके लिए 80 प्रतिशत और व्यवस्थापक के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है सभी अप्रत्यक्ष लागते निश्चित है हैं व्यवस्थापक ओवरहेड्स सामान्य लागते हैं और इन्हें किसी उत्पाद लाइन से नहीं जोड़ा जा सकता है अन्य लागतों का ब्रेकअप दिया गया है इसलिए यह विशेष ब्रेकअप व्यवस्थापक ओवरहेड्स के लिए लागू नहीं है लेकिन अन्य चीजों के लिए आप उन्हें दिए गए प्रतिशत के अनुसार तोड़ सकते हैं अब आपको निम्नलिखित गणना करने की आवश्यकता है कुछ बातें पूछी गई हैं उदाहरण के लिए कुल कर्मचारी लागत उत्पाद लाइन ए और बी में विभाजित है परिवर्तनीय व्यवस्थापक खर्चों को फिर से विभाजित किया गया है परिवर्तनीय विक्रय व्यय परिचालन लाभ और पीवी अनुपात और फिर हमें कुछ अल्पावधि निर्णयों पर प्रबंधन को सलाह देनी होगी और उन निर्णयों के आधार पर परिणामी परिचालन लाभ की गणना करनी होगी अब किस उत्पाद लाइन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए यदि किसी एक उत्पाद लाइन के लिए कुल बिक्री में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है इसलिए यह मानते हुए कि आप दोनों लाइनों के लिए नहीं जा सकते हैं किसी भी एक उत्पाद लाइन से आप बिक्री बढ़ा सकते हैं तो आप किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसके लिए आपको योगदान एफसी और संशोधित परिचालन लाभ की गणना करनी होगी दूसरे भाग में किस उत्पाद लाइन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए अगर प्रत्यक्ष श्रम कम आपूर्ति में है तो अब कंपनी किसी भी एक उत्पाद लाइन की बिक्री को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती है लेकिन उनके पास कोई अतिरिक्त प्रत्यक्ष श्रम नहीं है इसलिए दूसरी लाइन से सीधे श्रम को घटाकर उसका उपयोग करके इसे प्रत्यक्ष श्रम दिया जाता है यह प्रत्यक्ष श्रम है और इस निर्णय के लिए वृद्धिशील योगदान वगैरह की गणना कीजिए ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले कृपया मूल गणना करें क्योंकि हमें कुल जानकारी पता है उत्पाद लाइन ए और बी में इसे विभाजित कर दे इसके साथ साथ हमें परिवर्तनशील और निश्चित लागत को भी विभाजित करना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि सीमांत लागत में हमारा जोर परिवर्तनीय और निश्चित लागत को अलग करने पर होता है और हम उसे एक विशेष प्रारूप में लिखते हैं तो प्रत्येक पंक्ति की बिक्री ले उस लाइन के लिए परिवर्तनीय लागत की गणना करें और इसे ए और बी में विभाजित कर दें सबसे पहले केवल परिवर्तनीय लागत से आपको योगदान मिलेगा योगदान से निश्चित लागत को कम करें जो आपको लाभ देगा ठीक है इसलिए कृपया मेरे साथ गणना करें अब यह दिया गया डेटा है चिंता न करें मैं आपको समाधान नहीं दिखाऊंगा ताकि आप इसे स्वयं हल कर सकें मैंने आपको सिर्फ संरचना दिखाई है वर्तमान राजस्व और लागत के साथ शुरू करने के लिए कुल शुद्ध बिक्री प्रतिशत दिया जाता है कृपया प्रतिशत लागू करें और ए और बी के लिए प्रासंगिक लागत की गणना करें अब ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले परिवर्तनीय घटक को विभाजित करना होगा और फिर परिवर्तनीय घटक से इसे ए और बी पर अलग अलग चार्ज करना होगा निश्चित के लिए इसे ए और बीपर अलग अलग चार्ज करना है तो बिक्री का परिवर्तनीय घटक क्या है जाहिर है यह 100 प्रतिशत है और फिर आप आसानी से ए और बी के लिए बिक्री चार्ज कर पाएंगे अब कच्चे माल का परिवर्तनीय घटक क्या है फिर से यह 100 प्रतिशत है इसे प्रासंगिक अनुपात में चार्ज करें समझ रहे हैं इसी प्रकार से आपको आगे जाना होगा बिक्री और कच्चे माल के लिए यह सरल है लेकिन आप बिजली और ईंधन के साथ क्या करेंगे सबसे पहले आपको परिवर्तनीय घटक को देखना होगा जो 80 प्रतिशत है कुल परिवर्तनीय लागत की गणना कीजिए तो कुल लागत 1193 है जहां तक बिक्री और कच्चे माल का प्रश्न है कोई समस्या नहीं है क्योंकि वे 100 प्रतिशत परिवर्तनीय थे लेकिन शक्ति के लिए 1993 केवल 80 प्रतिशत परिवर्तनीय है इसलिए हमने 1595 की गणना बिजली लागत के एक परिवर्तनशील हिस्से के रूप में की है और फिर आप इसे A और B पर लागू कर सकते हैं क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है ए और बी का प्रतिशत समस्या में दिया गया है कच्चे माल के लिए यह 6535 था शक्ति के लिए यह 8020 था इत्यादि समझ रहे हैं इसलिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने परिवर्तनीय घटक की गणना की है और उसके बाद 80 प्रतिशत परिवर्तनीय पावर लागत थी बाकी निश्चित है तो बिक्री में कुछ भी तय नहीं है कच्चा माल कुछ भी तय नहीं है लेकिन बिजली और ईंधन के लिए 399 तय हैसमझ रहे हैं अब आइए इसे सभी लागतो के लिए करते हैं कर्मचारियों के लिए 70 प्रतिशत परिवर्तनशील है तो आप कुल परिवर्तनीय और कुल निश्चित की गणना कर सकते हैं और फिर इसे विभाजित कर सकते हैं यह 119 और 64 है कर्मचारी लागत के लिए आप जानते हैं कि अनुपात 65 से 35 था अन्य विनिर्माण के लिए 60 प्रतिशत परिवर्तनशील है इसलिए 9564 उस 95 को फिर से ए और बी में 67 और 29 के रूप में विभाजित किया गया है व्यवस्थापक का केवल 10 प्रतिशत परिवर्तनीय है इसलिए 5 परिवर्तनीय लागत और 42 निश्चित लागत इसे 3 और 2 के रूप में विभाजित किया जा सकता है बिक्री के लिए 60 प्रतिशत परिवर्तनशील है तो 111 और 74 को 72 और 39 के रूप में विभाजित किया गया है अब इस स्तर पर आप पूरी कंपनी के लिए कुल परिवर्तनीय लागत की गणना करने में सक्षम होंगे जो A और B में विभाजित होगी क्या आप इसे करने में सक्षम हैं आप इसे दोबारा जांच सकते हैं पूरी कंपनी के लिए कुल परिवर्तनीय लागत 9632 है और कुल निश्चित लागत 656 है परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत का योग कुल के साथ मिलेगा अब इस डेटा का उपयोग करके योगदान की गणनाकीजिए क्योंकि अधिकांश निर्णयो को लेने के लिए योगदान की गणना की आवश्यकता होती है इसलिए हम योगदान की गणना करेंगे A के लिए 1268 B के लिए 204 कंपनी के लिए कुल 1473 है समझ रहे हैं हमें उत्पाद मिश्रण पर कुछ निर्णय लेने हैं कि किस उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना है और इसके लिए यह उपयोगी है हमें पीवी अनुपात की भी गणना करनी है आपको सूत्र मालूम है योगदान भागे बिक्री तो पीवीआर A और B के लिए 016 और 006 है और 013 औसत है क्या आप मुझे समझ रहे हैं अब आप निश्चित और परिवर्तनीय में बिना विभाजित किए इस कंपनी की संपूर्ण तालिका को पूरा कर सकते हैं यह विशेष गणना तब उपयोगी होगी जब ब्रेकअप केवल उत्पाद के हिसाब से हो इसलिए उन्होंने एक विशेषब्रेकअप दिया है तो इसके आधार पर आप इसे ए और बी में तोड़ सकते हैं और ए और बी से परिचालन लाभ की गणना कर सकते हैं कृपया ध्यान रखें कि मूल रूप से दो और आंकड़े दिए गए थे जो कि अन्य आय हैं और ब्याज है अन्य आय का संचालन से कोई लेना देना नहीं है तो कृपया इसे लागत गणना में शामिल न करें ब्याज एक वित्त लागत है तो यह भी लागत गणना में शामिल नहीं है लेकिन अन्य लागत गणना की गई है क्या आप समझ गए कोई सवाल इसलिए हमने अलग अलग कुल लागत के लिए किया है हमने इसे परिवर्तनीय लागत के लिए भी किया है अब कुछ प्रश्न थे जो पूछे गए थे वर्तमान के लिए उन्होंने पूछा है कि ए और बी के लिए कुल कर्मचारी लागत क्या है और कुल की भी कुल लागत क्या है मुझे लगता है कि क्योंकि हमने सभी लागतों की गणना की है आप आसानी से इस आंकड़े को ले सकते हैं और कुल कर्मचारी लागत दिखाने के लिए जा सकते हैं समझ रहे हैं समान तरीके से आप परिवर्तनीय व्यवस्थापक खर्चोंपरिवर्तनीय विक्रय व्यय परिचालन लाभ इत्यादि की गणना कर सकते हैं परिवर्तनीय के लिए निचली टेबल पर जाएं जहां हमने अलग से परिवर्तनीय लागत दिखाई है तो व्यवस्थापक बिक्री और कुलसमझ रहे हैं परिचालन लाभ ए और बी में विभाजित हो गया है यहां आप कुल परिचालन लाभ ले सकते हैं मुझे आशा है कि आप मेरे साथ इसे करने में समर्थ हैं और आखिरी पीवी अनुपात था हम पहले ही कंपनी के लिए और उत्पाद लाइन के अनुसार दोनों के लिए पीवी अनुपात की गणना कर चुके हैं इसलिए आप पहले भाग के उत्तरों का आसानी से उल्लेख कर पाएंगे यदि आप वर्किंग नोट्स में ध्यान से कर रहे हैं तो अब एक निर्णय लेने वाला हिस्सा है यह सिर्फ गणना थी निर्णय लेने वाला हिस्सा कहता है कि किसी एक उत्पाद के लिए कुल बिक्री में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है तो किस उत्पाद लाइन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए तो ए और बी में से आप कौन सी उत्पाद लाइन चुनेंगे आप परिचालन लाभ या योगदान या बिक्री या पीवी अनुपात से जाएंगे यहां आप सभी जानकारी देख सकते हैं मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश जानते हैं कि हम पीवी अनुपात पर जोर देंगे क्योंकि बिक्री पर सीमा के परिदृश्य में पीवी अनुपात आपके योगदान को अधिकतम करेगा चूंकि निश्चित लागत वैसे भी स्थिर रहने वाली है हम पीवी अनुपात पर जोरदेंगे और यदि आप पीवी अनुपात देखते हैं तो उत्पाद लाइन Aका पीवी अनुपात बेहतर है जो 016 है तो इस सवाल का जवाब देने के लिए किस उत्पाद लाइन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जवाब A है और अब सवाल यह है कि परिणामी योगदान क्या होगा इसलिए कुल योगदान और संशोधित परिचालन लाभ की गणना करें ध्यान रखें कि निश्चित लागत वैसे भी बदलने वाली नहीं है इसलिए जो परिवर्तन होने वाला है वह केवल आपका परिचालन केवल आपका योगदान है जो परिचालन प्रॉफिट को बदल देगा अब इस उत्पाद लाइन A का वर्तमान में 1268 का योगदान है बस योगदान को 20 प्रतिशत बढ़ाएं क्या आप इसे समझ रहे हैं नई बिक्री नए कच्चे माल की लागत वगैरह जैसी किसी अन्य गणना को करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब भी बिक्री में 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है आप योगदान में भी उतनी ही वृद्धि का अनुभव करते हैं इसलिए संशोधित कुल योगदान की गणना करें इसलिए मैं क्या करूंगा हम वर्तमान योगदान को लेंगे मुझे लगता है कि यह इसे और स्पष्ट करेगा तो आप कुल ए और बी वर्तमान योगदान कर रहे हैं अब संशोधित कुल योगदान की गणना करना बहुत सरल है हम वर्तमान योगदान जारी रखेंगे और इसमें केवल ए का 20 प्रतिशत जोड़ेंगे इसलिए संशोधित कुल योगदान 1726 हो जाएगा आपकी वर्तमान निश्चित लागत जो कि 656 है अपरिवर्तित है और संशोधित लाभ नया योगदान माइनसनिश्चित लागत होगा इसलिएयह 1070 है आपका पुराना लाभ क्या था पुराना लाभ 816 था अब इस ए की बिक्री में 20 प्रतिशत की वृद्धि से 1070 का नया लाभ हुआ है क्या आप मुझे समझ रहे हैं तो कि किस उत्पाद लाइन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जवाब A पर केंद्रित होना चाहिए और संशोधित लाभ 107013 है ठीक है अब दूसरे भाग में जो पूछा गया है वह यह है कि किस उत्पाद लाइन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए अगर श्रम की आपूर्ति कम है इसलिए कंपनी क्या करना चाहती है वह दूसरे उत्पाद के श्रम में कटौती करके एक उत्पाद की बिक्री बढ़ाना चाहती है तो दो उत्पादों ए और बी में से कौन सा उत्पाद सबसे पहले आप पसंद करेंगे किस उत्पाद में अधिक रैंक है यदि श्रम कम आपूर्ति में है मुझे आशा है कि आपको यह याद होगा कि इसे सीमित कारक या प्रमुख कारक के साथ निर्णय लेना कहा जाता है तो आपका निर्णय लेने का कारक क्या होगा प्रश्न संख्या 1 में हमने पीवी अनुपात पर जोर दिया था लेकिन परिदृश्य 2 में चूंकि श्रम कम आपूर्ति में है प्रति प्रत्यक्ष श्रम योगदान आपकेनिर्णय लेने का महत्वपूर्ण कारक होगा तो आइए हम प्रति प्रत्यक्ष श्रम लागत के योगदान की गणना करें हम ए और बी का व्यक्तिगत रूप से योगदान जानते हैं आप कर्मचारी लागत भी जानते हैं अब यह कर्मचारी लागत का परिवर्तनीय हिस्सा है तो यह कुछ भी नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष श्रम लागत है तो आप इसे विभाजित कर सकते हैं और प्रत्यक्ष श्रम लागत प्रति प्रत्यक्ष श्रम लागत योगदान निकाल सकते हैं और सीधे ए और बी के लिए अलग से प्राप्त कर सकते हैं आप महसूस करेंगे कि यह ए के लिए बहुत अधिक है ए पसंदीदा बना रहा है इसलिए दूसरे भाग में भी कंपनी का सवाल था कि किस उत्पाद लाइन की बिक्री बढ़ाई जाए तो जवाब ए है और यह बी से श्रम में कटौती करके बिक्री में 20 प्रतिशत की वृद्धि करेगा इसलिए अब आपको गणना करनी होगी कि ए का वृद्धिशील योगदान क्या होगा और संशोधित योगदान क्या होगा अब बी भाग में क्या होगा सबसे पहले ए की बिक्री को संशोधित कीजिए ए की आपकी वर्तमान बिक्री 7773 है जो 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी तो आप ए की नई बिक्री प्राप्त कर सकते हैं जब बिक्री बढ़ती है तो उसी अनुपात में परिवर्तनीय लागत भी बढ़ती है अब बिक्री में यह वृद्धि ए पर आती है जो बिक्री का 20 प्रतिशत है इसके लिए अतिरिक्त प्रत्यक्ष श्रम घंटे की आवश्यकता होगी इसलिए हमने मूल प्रत्यक्ष श्रम पर काम किया है जो 118 है संशोधित प्रत्यक्ष श्रम 142 होगा क्या आप मुझे समझ रहे हैं इसलिए 118 हमारी मूल गणना से मूल प्रत्यक्ष श्रम था प्रत्यक्ष श्रम बिक्री के अतिरिक्त 20 प्रतिशत को समायोजित करने के लिए है इसलिए अब इसे आवश्यकता होगी क्योंकि यह परिवर्तनशील है इसके लिए 20 प्रतिशत अधिक श्रम की आवश्यकता होगी जो कि 142 है अब आनुपातिक रूप से चूंकि हम A में अधिक प्रत्यक्ष श्रम जाने देना चाहते हैं इसलिए हम उसी मात्रा में बी के लिए उसी अनुपात में श्रम में कटौती करेंगे तो बी के लिए मूल प्रत्यक्ष श्रम 63 था आप दोनों के बीच का अंतर पा सकते हैं जो 23 है इसका मतलब है हम ए को 23 और श्रमिक देने जा रहे हैं श्रमिक कम सप्लाई में है यह मुफ्त में नहीं आ सकता है इसलिए हम बी से श्रम को कम करेंगे तो 639 B के लिए मूल श्रम है हम इसे 23 से घटाकर केवल 40 कर देंगे जिससे बी के लिए बिक्री परिवर्तित हो जाएगी तो बी के लिए मूल बिक्री 333146 थी यह 2098 तक काफी नीचे आ जाएगा पर्याप्त रूप का अर्थ है कि यह उसी अनुपात में नीचे आएगा जिसमें हम श्रम की कटौती कर रहे हैं क्या आप मुझेसमझ रहे हैं राशि वार यह समान नहीं होगा लेकिन आनुपातिक रूप से यह समान है तो 40 का 60 से जो भी अनुपातहै उसी अनुपात से उनकी बिक्री कम हो जाती है यही कारण है कि बी की संशोधित बिक्री 2094 होगी और उसी अनुपात में वे अपने योगदान में कटौती करेंगे तो बी का मूल योगदान जो कि अगर आपको हमारी पिछली गणना याद हो तो यह 208 थी अब घटकर केवल 128 रह गई है मैं स्पष्टता के लिए कुछ और गणनाएं दिखाऊंगा आप उनके पीवी अनुपात और योगदान को भी नोट कर सकते हैं इसलिए 1522 आप में से जो अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैंउनके लिए मेरे पास यह है मैंने यह भी शॉर्ट कट तरीके से किया है यदि आप पूर्ण गणना को देखना चाहते हैं तो वह भी दिखाई गई है देखें यह मूल परिदृश्य था अब उत्पाद लाइन बी की बिक्री में कमी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए 3331 से यह 2094 हो जाता है उसी अनुपात में उनकी सभी परिवर्तनीय लागतो में भी कमी आएगी तो आप देख सकते हैं कि उनके लिए उपलब्ध श्रम में 63 से 40 तक की कमी आई है जो 062 के अनुपात में है तो उनकी परिवर्तनीय लागत भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी योगदान घटकर 128 हो जाएगा आप इसे पीवी अनुपात या प्रत्यक्ष श्रम योगदान के अनुपात में करके कर सकते हैं तो क्या होता है स्थानांतरित प्रत्यक्ष श्रम 24 है लेकिन वृद्धिशील योगदान माइनस 76 है B के लिए 7582 का नुकसान है लेकिन A के लिए 25389 का लाभ है इसलिए कंपनी को पूरे लाभ के रूप में 17787 मिलता है तो मूल परिचालन लाभ जो 816 था वह 177 से बढ़ जाएगा और संशोधित परिचालन लाभ अब 994303 है मुझे आशा है कि आप इसे समझ रहे हैं अब उन्होंने हमें कुछ चीजों की गणना करने के लिए कहा था जैसा कि संशोधित परिचालन लाभ क्या होगा ध्यान रखें निर्धारित लागतों में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है कुल निश्चित लागत समान होगी और संशोधित परिचालन लाभ 993 होगा हम इसे दो तरीकों से कर सकते हैं यहाँ हमने इसे सीधे तौर पर संशोधित योगदान की गणना करते हुए शॉर्टकट में किया था जिससे आपको परिचालन लाभ मिलता है या आप यह पूरी गणना करते हैं तो आपको 994 के रूप में संशोधित परिचालन लाभ भी मिलता है मुझे आशा है कि आप इसे समझ रहे हैं तो इस मामले में जो थोड़ा विस्तृत मामले की तरह है हमने देखा है कि कुल से आप ए और बी से संबंधित हिस्से को कैसे विभाजित कर सकते हैंपरिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत को अलग अलग किस प्रकार उपयोग करना है और फिर एक निर्णय लेने का परिदृश्य एक बिक्री के कुल में परिवर्तन के साथ और दूसरा सीमित कारक के साथ जहां श्रम एक सीमित कारक है मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए एक अच्छी सीख रही होगी इसके साथ ही हम यहां रुकेंगे नमस्ते धन्यवाद